नमस्कार तो पिछले सत्र में हमने मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट के बारे में चर्चा की तो हम आज अपनी चर्चा जारी रखेंगे और हम मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट में स्टोर्ड एनर्जी के बारे में बात करेंगे और फिर हम आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में भी चर्चा करेंगे तो चलिए आज के सत्र की चर्चा शुरू करते हैं इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी जैसा कि हम जानते हैं अब मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल में स्टोर्ड एनर्जी को निर्धारित करने के लिए हम निम्नलिखित सर्किट पर विचार करेंगे यहाँ और बाएँ और दाएँ कॉइल में करंट हैं पहले कॉइल पर वोल्टेज है और दूसरे कॉइल पर वोल्टेज है उनके पास और इनडक्टेंस हैं और M म्यूच्यूअल इनडक्टेंस है अब मान लेते हैं कि शुरू में करंट और जीरो है इसका मतलब है कि सर्किट में स्टोर्ड टोटल एनर्जी जीरो के बराबर है अब को जीरो से तक बढ़ाने की अनुमति है जो एक मनमानी वैल्यू है जिस पर हम विचार कर रहे हैं करंट 0 को बनाए रखते हुए उस स्थिति में कॉइल 1 में पावर नीचे दी गयी है और सर्किट में स्टोर्ड एनर्जी नीचे दी गई है अब अगर करंट को 0 से तक बढ़ाने की अनुमति है जो फिर से एक मनमानी वैल्यू है जिस पर हम विचार कर रहे हैं पहले कॉइल में उसी करंट को बनाए रखते हुए तो उस स्थिति में पहले कॉइल में इनडुइसड म्यूचुअल वोल्टेज होगा जबकि कॉइल 2 में यह जीरो होगा क्योंकि I1 में कोई बदलाव नहीं है इसलिए तब जीरो होगा जब हम कॉइल 2 में म्यूचुअल इनडुइसड वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं कॉइल 2 के लिए हमारे पास म्यूचुअल वोल्टेज और एक म्यूचुअल इनडुइसड वोल्टेज होगा इसलिए करंट में वृद्धि के कारण कॉइल्स में पावर निम्न द्वारा दिया जाता है और सर्किट में स्टोर्ड एनर्जी निम्न द्वारा दी गई है अब उस मामले में सर्किट में टोटल स्टोर्ड एनर्जी पर विचार किया जाएगा जब और दोनों अपने कांस्टेंट वैल्यू पर पहुंच गए हैं तो सर्किट में टोटल स्टोर्ड एनर्जी होगी अब यदि हम उस क्रम को उल्टा कर देते हैं जिसके द्वारा करंट अपनी फाइनल वैल्यू तक पहुँचता है इसका मतलब है कि पहले हम को 0 से तक बढ़ाएँगे और फिर को 0 से तक बढ़ाएँगे उस स्थिति में सर्किट में टोटल स्टोर्ड एनर्जी को लिखा जा सकता है अब चूंकि टोटल स्टोर्ड एनर्जी बराबर होनी चाहिए भले ही हम फाइनल वैल्यू तक कैसे ही पहुंचे उस स्थिति में यदि आप इन दो इक्वेशन की तुलना करते हैं तो आप बस इतना कह सकते हैं कि सर्किट में टोटल स्टोर्ड एनर्जी हम इस प्रकार लिख सकते हैं अब यह इक्वेशन हमने यह मानकर निकाली कि दोनों कॉइल में करंट डॉटेड टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है इसका मतलब है कि म्यूच्यूअल वोल्टेज जो दोनों में से किसी भी कॉइल में है वह पॉजिटिव होगी तो अगर एक करंट डॉटेड टर्मिनल में प्रवेश करता है जबकि दूसरा दूसरे डॉटेड टर्मिनल से बाहर निकलता है तो म्यूचुअल वोल्टेज अब नेगेटिव होगी उस स्थिति में म्यूचुअल एनर्जी भी नेगेटिव होगी इसलिए सर्किट में टोटल स्टोर्ड एनर्जी निम्न बन जाएगी अब हमने और कुछ मनमानी वैल्यू मान लिया है तो हम किसी भी अन्य वैल्यू के साथ बदल सकते हैं जैसे कि हम सामान्य और प्रतीकों से इक्वेशन को लिखते हैं सर्किट में जो इंस्टैंटनेयस Instantaneous तात्कालिक एनर्जी स्टोर् की जाएगी वह कुछ सामान्य एक्सप्रेशन Expression अभिव्यक्ति द्वारा दी जा सकती है और सामान्य एक्सप्रेशन Expression अभिव्यक्ति है तो यह प्लस माइनस इस बात पर निर्भर करेगा कि करंट डॉट्स पर कैसे आ और जा रहा है अब पॉजिटिव साइन हम तब चुनेंगे जब म्यूचुअल में म्यूचुअल टर्म हम म्यूचुअल टर्म के लिए पॉजिटिव साइन चुनें दोनों करंट डॉटेड टर्मिनलों में प्रवेश करती हैं या छोड़ती हैं अन्यथा हम नेगेटिव मानेंगे अब हम म्यूचुअल इनडक्टेंस के लिए अप्पर Upper ऊपरी लिमिट Limit सीमा को स्थापित करने का प्रयास करते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि सर्किट में स्टोर्ड एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती है क्योंकि हम सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं जो प्रकृति में पैसिव है तो हम आसानी से कह सकते हैं अब हमारे पास एक्सप्रेशन में दो स्क्वायर टर्म्स हैं तो हम क्या करेंगे हम पहले पूरा स्क्वायर बनाते हैं तो यह करने के लिए कि हम क्या करेंगे हम मूल रूप से एक्सप्रेशन में को जोड़ेंगे और घटाएँगे तो जब आप जोड़ते और घटाते हैं तो आप उपरोक्त इक्वेशन को सरल बना सकते हैं अब चूंकि यह स्क्वायर टर्म है यह कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है यह जीरो हो सकती है तो हमारे पास नया क्राइटेरिया हो सकता है तो अब हमें नया क्राइटेरिया मिल गया है तो यदि आप सरल करते हैं तो आपको मिलता है तो इसका मतलब है कि म्यूचुअल इनडक्टेंस कॉइल के सेल्फ इनडक्टेंस के जियोमेट्रिक मीन से अधिक नहीं हो सकता है अब इस कंडीशन को हम इक्वलिटी कांस्टेंट में बदल सकते हैं जब आप इसे इक्वलिटी में बदलते हैं तो हमें कुछ कांस्टेंट k के साथ मल्टीप्लाई Multiply गुणा करेंगे तो हम लिख सकते हैं इस k को कपलिंग का कोएफ़िशिएंट कहा जाता है तो कपलिंग का कोएफ़िशिएंट दो कॉइल्स के बीच मैग्नेटिकली कपलिंग का माप है K की वैल्यू होगी यदि k 1 है तो हम कहेंगे कि सर्किट पूरी तरह से कपल्ड है यदि k 05 से कम है तो हम कहते हैं कि सर्किट लूसली कपल्ड है और यदि k 05 से अधिक है तो हम कहते हैं कि यह स्ट्रॉन्ग्ली कपल्ड है हम समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि हमने कपल्ड सर्किट में स्टोर्ड एनर्जी से संबंधित क्या चर्चा की हमें t 1 s पर कपल्ड इनडक्टेंस में स्टोर्ड एनर्जी का पता लगाने की आवश्यकता है यदि अब यदि आप इस सर्किट को देखते हैं 5 और 4 हेनरी दिया गया है तो k बन जाएगा तो चूंकि k 056 है हम कहेंगे कि सर्किट स्ट्रॉन्ग्ली कपल्ड है यदि k 05 से कम है तो हम कहेंगे कि यह लूसली कपल्ड है और यदि k 1 के बराबर है तो कहेंगे कि सर्किट पर्फेक्ट्ली कपल्ड है अब अगला कार्य यह है कि स्टोर्ड एनर्जी का पता लगाने के लिए हमें करंट की वैल्यू निकालनी होगी तो इसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है हमें पहले सर्किट का फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्विवैलेन्ट निकालना होगा तो जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्विवैलेन्ट रूप में बदलते हैं यदि आप उन सभी वैल्यू को सर्किट में रखते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में सर्किट मिलेगा आइए मान लें कि करंट सर्किट के बाएं हिस्से में बह रहा है और सर्किट के दाईं ओर बह रहा है यदि आप इन दो करंट को देखते हैं तो दोनों डॉट के अंदर जा रहे हैं इसका मतलब है कि म्यूचुअल वोल्टेज पॉजिटिव होगा मेष 1 के लिए मेष 2 के लिए उपरोक्त को पहले लूप में डालने से मिलता है और अगला कार्य यह है कि अब हम करंट की वैल्यू को टाइम डोमेन में बदल देंगे तो अब हमें टाइम t 1 s पर एनर्जी की वैल्यू को पता लगाने की आवश्यकता है वैल्यू 4t 4rad 2292 तो कपल्ड इंडक्टरस में टोटल एनर्जी स्टोर्ड है अब हम एक अन्य विषय पर चर्चा शुरू करते हैं जिसे आइडियल ट्रांसफार्मर कहा जाता है अब आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है आइडियल ट्रांसफार्मर वह है जिसमें परफेक्ट कपलिंग हो इसका मतलब है कि यदि आपके पास मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट है और आपके पास कपलिंग कोएफ़िशिएंट 1 के बराबर है तो इसका मतलब है कि सर्किट जिसमें परफेक्ट कपलिंग है आइडियल ट्रांसफार्मर होगा इसमें दो या अधिक कॉइल होते हैं जिसमें अधिक संख्या में टर्न्स एक हाई परमेयबिलिटी कॉमन कोर पर वाइंड की गई हो चूंकि हमारे पास ट्रांसफार्मर कोर में हाई परमेयबिलिटी है इसलिए जो फ्लक्स उत्पन्न होगा दोनों कॉइल के सभी टर्न्स से लिंक करेगा जिसके परिणामस्वरूप वहाँ परफेक्ट कपलिंग मिलेगी आइडियल ट्रांसफार्मर दो कपल्ड इंडक्टरस का सीमित मामला है जहां इनडक्टेंस इनफिनिटी की तरफ है और कपलिंग परफेक्ट है इसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम आइडियल ट्रांसफार्मर के एक सर्किट पर विचार करेंगे इस मामले में यदि आप देखते हैं कि कॉइल के बाईं ओर लगाया गया है तो को कॉइल के दाईं ओर लगाया गया है M म्यूचुअल इनडक्टेंस है और दोनों कॉइल के सेल्फ इनडक्टेंस हैं अब और दोनों डॉट में प्रवेश कर रहे हैं जिसका अर्थ है कि म्यूचुअल वोल्टेज पॉजिटिव होगा हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में V1 और V2 के इक्वेशन को लिखेंगे दोनों इक्वेशन को मिलाकर अब आप जानते हैं कि परफेक्ट कपलिंग के मामले में है तो जब आप मानते हैं कि k 1 के बराबर है तो इसका मतलब परफेक्टली कपल्ड कॉइल है अब यह वैल्यू हम पिछले इक्वेशन में डालेंगे और जब हम सरल करेंगे हम प्राप्त करेंगे अब n क्या है n को ट्रांसफार्मर के टर्न्स रेश्यो के रूप में जाना जाता है तो यदि आप एक्सप्रेशन देखते हैं यदि तो n की वैल्यू वही रहती तो कपल्ड कॉइल आइडियल ट्रांसफार्मर बन जाएगा संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर को आइडियल कहा जाता है यदि इसमें निम्नलिखित गुण हैं 1 कॉइल में बहुत बड़े रीअक्टैंस होते हैं 2 कपलिंग कोएफ़िशिएंट 1 के बराबर है k 1 3 प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल लॉसलेस हैं अब एक आइडियल ट्रांसफार्मर यूनिटी कपल्ड लॉसलेस ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में इनफाईनाईट सेल्फ इनडक्टेंस है ट्रांसफार्मर का सर्किट सिंबल Symbol प्रतीक हम आम तौर पर इस तरह दिखाते हैं जहां हमारे पास कॉइल एक और दो हैं और टर्न्स रेश्यो n के रूप में प्राइमरी कॉइल में टर्न्स का नंबर N1 है सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स का नंबर N2 और दो कॉइल्स के बीच की दोहरी रेखाएं बताती हैं कि ट्रांसफार्मर में कोर मौजूद है अब प्राइमरी वाइंडिंग में N1 टर्न्स हैं और सेकेंडरी में N2 टर्न्स हैं तो अब हम क्या करेंगे हम इस साइनुसॉइडल वोल्टेज को ट्रांसफार्मर सर्किट में लागू करेंगे जो हमने अभी देखा था और उस स्थिति में उत्पन्न मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों वाइंडिंग्स में जाएगा आप और के बारे में जानने के लिए फैराडे लॉ लागू कर सकते हैं जब आप प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज लगाते हैं तो क्या होगा आप कह सकते हैं इसी प्रकार सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज होता है अब यदि आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो हम प्राप्त करते हैं जो ट्रांसफार्मर के टर्न्स रेश्यो के अलावा कुछ नहीं है अब पावर कंज़र्वेशनConservation संरक्षण के कारण के लिए प्राइमरी को दी गई एनर्जी सेकेंडरी द्वारा अब्सॉर्ब की गई एनर्जी के बराबर होनी चाहिए तो जब आप एनर्जी कंज़र्वेशन के नियम का पालन करते हैं तो आइडियल ट्रांसफार्मर के मामले में होता है यदि आप लिखते हैं जब n 1 हम कहते हैं कि ट्रांसफार्मर को एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है जब n 1 इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है और यदि n 1 इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वह है जिसका सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से कम होता है जबकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के मामले में सेकेंडरी वोल्टेज उसके प्राइमरी वोल्टेज से अधिक होता है तो अब ट्रांसफॉर्मर के लिए वोल्टेज की उचित पोलेरिटी और करंट की दिशा प्राप्त करना महत्वपूर्ण है तो यदि V1 या V2 की पोलेरिटी या I1 या I2 की दिशा बदली जाती है तो n की वैल्यू जो हमने अभी देखी है हमें n द्वारा बदलना होगा तो कैसे पता करें कि हमें n या n का उपयोग करना चाहिए हम बस निम्नलिखित नियमों का उपयोग करेंगे • यदि V1 और V2 दोनों डॉटेड टर्मिनलों पर पॉजिटिव या नेगेटिव हैं तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज इक्वेशन में n का उपयोग करें अन्यथा n का उपयोग करें • यदि I1 और I2 दोनों डॉटेड टर्मिनलों में प्रवेश करते हैं या दोनों छोड़ रहे हैं तो ट्रांसफार्मर करंट इक्वेशन में n का उपयोग करें अन्यथा n का उपयोग करें यदि हम इन दो नियमों का पालन करते हैं तो वोल्टेज और करंट के लिए चार संभावित कॉम्बिनेशन हैं तो हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए सर्किट के चार संभावित कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आइए देखते हैं कि वे चार सर्किट कौन से हैं सबसे पहले यदि आप V1 और V2 देखते हैं तो दोनों डॉटेड टर्मिनल पर पॉजिटिव हैं तो हम कह सकते हैं अब चूंकि करंट I1 अंदर जा रहा है और करंट I2 डॉटेड टर्मिनल के बाहर जा रहा है अब दूसरे मामले में टर्मिनल के डॉटेड हिस्से पर वोल्टेज टर्मिनल पॉजिटिव हैं तो हम लिखते हैं लेकिन अब करंट की दिशा विपरीत है इसलिए और तीसरा मामला बाईं ओर के वोल्टेज की वैल्यू डॉटेड टर्मिनल में वोल्टेज की नेगेटिव पोलेरिटी है और दाईं ओर आपके पास वोल्टेज की पॉजिटिव पोलेरिटी है तो हम लिखेंगे यदि आप इस मामले में देखें तो करंट के मामले में अब अब चौथे मामले में आपके वॉल्टेज में वही पोलेरिटी है जैसा कि हमने इस मामले में देखा जहां V1 डॉटेड टर्मिनल पर पॉजिटिव है जबकि V2 डॉटेड टर्मिनल पर नेगेटिव है इसलिए जबकि करंट के मामले में अगर आप देखते हैं कि करंट है I1 डॉटेड टर्मिनल के अंदर जा रहा है उसी समय I2 भी डॉटेड टर्मिनल के अंदर जा रहा है क्योंकि यदि आप करंट का रास्ता ट्रेस करते हैं I2 यहाँ से डॉटेड टर्मिनल के अंदर जा रहा है और ऊपरी तरफ से बाहर आ रहा है इसलिए तो इसके साथ हम अपनी आज की चर्चा को समाप्त कर सकते हैं जिसमें हमने मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट में स्टोर्ड एनर्जी के बारे में चर्चा की और आइडियल ट्रांसफार्मर और उनके विभिन्न कनेक्शन और पोलेरिटी के बारे में भी चर्चा की हम आइडियल ट्रांसफार्मर से संबंधित अपनी चर्चा जारी रखेंगे धन्यवाद